अब हम HTTP HTML और TELNET पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे तो जैसा कि आपने देखा है कि HTTP क्लाइंट हैं यह क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है तो HTTP क्लाइंट ब्राउज़र आमतौर पर HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं जो एक वेब सर्वर है और यह रिफ्लेक्ट करेगा कि यह मूल रूप से वेब डॉक्यूमेंट प्रकार की चीजों पर रिस्पॉन्ड करेगा इसलिए इन डाक्यूमेंट्स को आम तौर पर एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्मेट में किया जाता है तो यह एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो एक पार्सर या HTTP को अनुमति देती है जो डाक्यूमेंट्स को देखने के लिए HTTP ब्राउज़र में है और स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट को उचित रूप से प्रदर्शित करता है इसलिए हम इन दिनों क्या करेंगे क्योंकि स्कूल के दिनों से ही HTML सिखाया जाता है इसलिए मेरा मानना है कि आप में से अधिकांश को एचटीएमएल पर कुछ नॉलेज है लेकिन हम क्या करेंगे हम इस एचटीएमएल के विभिन्न पहलुओं पर जल्दी से गौर करेंगे तो इससे पहले कि मैं एक बात का उल्लेख करने के बारे में सोचता हूं जो पिछले लेक्चर में याद किया गया हो सकता है कि यह HTTP प्रॉक्सी का कांसेप्ट है तो यह दिलचस्प है हम चीजों को देखते हुए चीज़ के उत्तरार्ध में कुछ समय फिर से करेंगे बस HTML में जाने से पहले एक कांसेप्ट है HTTP प्रॉक्सी सर्वर या प्रॉक्सी तो यह क्या करता है यह HTTP सर्वर के लिए प्रॉक्सी का काम करता है इसलिए इसके अलग अलग पहलू हैं तो यह कुछ को पकड़ सकता है यह किसी प्रकार का फ़िल्टरिंग ऑपरेशन भी कर सकता है जिसे अनुमति दी जाएगी यह किसी भी प्रकार के डेटा के साथ लॉग कर सकता है तो एक इंटरमीडिएट सर्वर है जो एक प्रॉक्सी सर्वर तक पहुंचता है तो प्रॉक्सी सर्वर के अलग अलग सेट हैं केवल यह उल्लेख करने के लिए कि HTTP प्रॉक्सी नामक एक चीज है राइट इसलिए हम बाद के स्टेज पर आएंगे जब हम प्रॉक्सी सर्वर पर चर्चा करेंगे अब HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है और हम में से कई लोगों ने अपना हाथ आजमाया है लेकिन इन दिनों बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं इसलिए ज्यादातर हम सीधे HTML कोडिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन कोड के लिए कुछ टूल का उपयोग कर रहे हैं टैग वेब ब्राउज़र को बताता है कि पेज को कैसे प्रदर्शित किया जाए टैग वेब ब्राउज़र को बताता है कि पेज कैसे डिस्प्ले किया जाए HTML या स्टार html एक्सटेंशन हो सकता है तो पेज डॉट html या htm हो सकता है तो यह है कि यह एक टैग लैंग्वेज है टैग का अर्थ है कि मैं देखूंगा कि एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होगा और कंटेंट वेब ब्राउज़र को निर्देशित करती है या बताती है कि पेज को कैसे डिस्प्ले किया जाना चाहिए और किस रंग में किस फॉर्मेट में और इसे किस लोकेशन और इसी तरह डिस्प्ले करना है तो एचटीएमएल एलिमेंट्स टैग वे एलिमेंट्स हैं जो पेज के कंपोनेंट बनाते हैं टैग्स ग्रेटर दैन या लेस दैन ब्रैकेट पेयर्स में रहते हैं और टैग आमतौर पर पेयर में आते हैं राइट तो एक स्टार्ट टैग होना चाहिए और एक एंड टैग होना चाहिए तो पी स्लैश पी इसलिए पैराग्राफ के लिए टैग के लिए यह है बीच में एलिमेंट कंटेंट हैं राइट टैग केस सेंसेटिव नहीं हैं लोअर केस का उपयोग करने के लिए न्यू स्टैंडर्ड चाहिए तो एक टिपिकल HTML डॉक्यूमेंट में HTML का HTML टैग होना चाहिए और सोर्स के साथ HTML को स्लैश करना चाहिए यह एक HTML डॉक्यूमेंट है एक हेडर है जो आप उस टैग को दे सकते हैं और हेडर में टाइटल और अन्य चीजें हो सकती हैं एक बॉडी या कंटेंट टैग हो सकता है जैसा हम यहां देख रहे हैं ठीक वैसा ही डॉक्यूमेंट प्रकार की परिभाषाएँ हैं जो उस डीटीडी में हैं जो परिभाषित करती हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो HTML में परिभाषित की जा सकती हैं और अगर आप उस HTML को देखते हैं तो HTML पूरे डॉक्यूमेंट का कंटेनर है हैडर पेज का टाइटल है राइट बॉडी में पेज के कंटेंट है तो यह इस तरह से आता है जैसे अगर हम IITKgp पेज को देखते हैं पेज का एक पर्टिकुलर टाइटल डिस्प्ले किया जा रहा है जैसे कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खड़कपुर और प्रकार की चीजें हैं राइट तो आखिरकार ब्राउज़र द्वारा डिस्प्लेड की जाने वाली चीज़ HTML HTML पेज का कुछ रूप है अलग अलग टैग हैं सभी टैग्स पर चर्चा करना संभव नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं है इसलिए जो लोग HTML लिखने पर काम कर रहे हैं उन्हें एक बुक या वेब डॉक्यूमेंट और कुछ वेब डाक्यूमेंट्स को रैफर करना चाहिए और अलग अलग अच्छे ट्यूटोरियल हैं www कंसोर्टियम उनमें से एक है या डब्ल्यू 3 स्कूल के एक्सीलेंट ट्यूटोरियल हैं जो शुरुआती लोग इसे देख सकते हैं तो कुछ लोकप्रिय टैग ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं एक हेडिंग है आपके पास हेडिंग के विभिन्न लेवल हो सकते हैं जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट संदर्भ समय 0536 और पैराग्राफ के बीच और पहले पैराग्राफ इंसर्ट लाइन्स होते हैं जैसे यहाँ विभिन्न प्रकार के हेडिंग हैं इसी तरह हमारे पास विभिन्न प्रकार के पैराग्राफ भी हो सकते हैं अन्य टैग हैं जो दिलचस्प हैं हम जो कहते हैं वह लिंक टैग है राइट तो एक डॉक्यूमेंट को दूसरे और उन प्रकारों से जोड़ना है तो तीन प्रकार के लिंक एक ही फ़ोल्डर के एक पेज के लिंक है आप एक ही फ़ोल्डर से लिंक कर सकते हैं एक अलग फ़ोल्डर के पेज पर लिंक और इंटरनेट पर वेब पेज के बाहर लिंक कर सकते हैं तो यह उसी फ़ोल्डर में हो सकता है जैसा कि लिंक है तो यह पॉप अप या इमेज वगैरह के लिए कुछ डेटा हो सकता है और एक अलग फ़ोल्डर में कुछ लिंक हो सकते हैं लेकिन उस पेज के भीतर या कुछ भी पेज डोमेन के बाहर पूरी तरह से हो सके तो इसी तरह यह है कि अगर मेरे पास उस लिंक को एक href www IITKgp ac डॉट इन है तो IITKgp होम पेज पर जाएं तो मैं इस तरह की चीजों को लिंक कर सकता हूं तो दो कंपोनेंट एक एड्रेस और कंपोनेंट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है इसलिए जो हम देखते हैं वह यह है कि टेक्स्ट किसी प्रकार का हाइपरलिंक होगा जहां आप क्लिक करेंगे तो वह उस विशेष पेज पर जाएगा और हमारे पास अलग अलग चीजें हो सकती हैं हमारे पास इमेज सोर्स टैग हो सकते हैं यह खाली टैग है यानी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है तो इमेज सोर्स विशेष यूआरएल है अल्टरनेट इमेज का डिस्क्रिप्शन है और url किसी विशेष फ़ाइल के स्थान को इंगित करता है और alt स्क्रीन रीडर के लिए छवि का वर्णन करती है ठीक है तो इमेज डिस्क्रिप्शन क्या है यह छवि का वर्णन है मेरे पास IIT खड़गपुर हो सकता है उसकी मेन बिल्डिंग संदर्भ समय 0726 इमेज है और कह सकते हैं मैं किसी अन्य क्षेत्र विशेष के बारे में कुछ कह सकता हूं और अन्य प्रकार की चीजों की इमेज बना सकता हूं तो इस एक उदाहरण में वही सैंपल फ़ोल्डर Pic dot gif डॉक्यूमेंट की रिलेटिव लिंक है एक ही फ़ोल्डर में इमेज के लिए देखो अलग फ़ोल्डर नाम है तो मैं स्लैश इमेज स्लैश सैंपलपिक डॉट जीआईएफ लिखूंगा या तो यह एक ही फ़ोल्डर या एक अलग फ़ोल्डर में हो सकता है उस स्थिति में मुझे विशेष फ़ोल्डर को निर्दिष्ट करना होगा तो यह डॉक्यूमेंट का एक और डिवीजन या सेक्शन है फॉर्मेट या स्टाइल उदाहरण div कलर लागू करने के लिए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का उपयोग करता है जैसे की टाइटल ऑफ सेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क इत्यादि जिसे हमने अपने पेज में उपयोग किया है यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो कहें कि मैं इसे नोटपैड में ओपन करता हूं और इसे फाइल के रूप में डेस्कटॉप पर सेव करता हूं मैं कहता हूं कि सैंपल HTML 1 डॉट HTML है राइट इसलिए यह फ़ाइल नाम है जिसे मैंने सेव किया है और अगर मैं इस विशेष सैंपल फ़ाइल पर जाता हूं जहां इसे सेव किया गया है मुझे केवल उस फ़ाइल की जांच करने दें जहां वह है और मुझे इसे किसी अन्य फ़ोल्डर में सहेजने दें फ़ाइल ओपन करोडेस्कटॉप में सेव करो मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसे SKG सैंपल कहा जाता है हम 1डॉट HTML सेव कर सकते हैं तो अब अगर हम उस पार्टिकुलर फ़ोल्डर में जाते हैं तो हम उन डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं एसकेजी के अनुसार यह सैंपल है जिसे मैंने ओपन किया है इसलिए यह HTML से हेलो को डिस्प्ले किया जाता है अगर हम देखते हैं कि यह सैंपल पेज है तो एक सेक्शन वगैरह में NPTEL विशेष रंग से हैलो को डिस्प्ले करता है इसलिए यह यहां डिस्प्ले हो रहा है इसलिए एक अच्छा दिखने वाला पेज नहीं है आपको उस पेज को डिस्प्ले करने के लिए एक अच्छा एसथेटिक होना चाहिए फिर भी आप एक बहुत ही सिंपल पेज लिख सकते हैं जैसे यह है जैसे यह दिखा रहा था इसी तरह मैं अपने पेजेस को इस विशेष उदाहरण पेज में पसंद कर सकता हूं कि विभिन्न महत्वपूर्ण लिंक वगैरह मैं उन लिंक को डिस्प्ले कर पा रहा हूं राइट तो यह है अगर हम एक टिपिकल HTML डॉक्यूमेंट को देखते हैं जिसमें टाइटल हैडर title header आपका कंटेंट और इसी तरह से और आगे भी हो सकता हैं तो यहाँ एक और पेज है जहाँ अगर हम उस डॉक्यूमेंट को लिखते हैं तो मैं यहाँ इस तरह का डॉक्यूमेंट रख सकता हूँ फिर से हम इस पर्टिकुलर बात को देख सकते हैं यदि मैं इन्हें कॉपी करता हूँ तो मैं इसे एचटीएमएल 2 डॉट htm के रूप में सेव करता हूं उस फ़ोल्डर पर जाएं अब मुझे skg पर जाने दें और फिर यह ऐरे है इसलिए कोर्स कहता है कि व्यक्तिगत xyz और मुझे लगता है कि कुछ कहना है कि कुछ एरर है इसलिए कुछ गलत दिखा रहा है या चीजें हैं तो यह सिंटैक्स की तुलना में और अधिक है यह है कि यदि आप पाते हैं कि यह आपके एसथेटिक सेंस से अधिक है जो एक पेज को अधिक आकर्षक और चीजों का प्रकार बनाता है निश्चित रूप से एक कांटेक्ट कंटेंट सिंटेक्स टेक्नोलॉजी है लेकिन पेज को डिजाइन करना उस व्यक्ति के एसथेटिक से कहीं अधिक है जो पेज को डिजाइन कर रहा है ताकि HTML अच्छे से चल सके और हमारे पास विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती हैं टेक्स्ट कलर लिंक कलर बैकग्राउंड कलर फ़ॉन्ट साइज और इसी प्रकार की चीजों का चयन करें इसलिए बहुत सारी टेक्स्ट लेवल चीजें हैं इसलिए अब हम इस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं जो हमारे http और html बेसिक्स को कवर करता है कुछ पहलू जो हम अलग अलग मामलों में दोहरा रहे हैं उनमें से कुछ पहलुओं को हम फिर से उठाएँगे इसलिए अगली बात जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह एक और प्रोटोकॉल है जिसे TELNET कहा जाता है तो जो हमने देखा है वह DNS http नामक एक प्रोटोकॉल है जिसे हम देखना पसंद करते हैं या FTP को देखना पसंद करते हैं और TELNET एक बहुत लोकप्रिय प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक सिस्टम में रिमोटली लॉगिंग के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए मैं नेटवर्क के दूसरे एंड पर या उसी नेटवर्क या किसी अन्य नेटवर्क में किसी सर्वर पर एक सर्वर को TELNET कर सकता हूं इसलिए अगर हम इसे देखें तो टेलनेट क्लाइंट है और टेलनेट सर्वर है वहां क्लाइंट रिक्वेस्ट चीजों के इनपुट पर जाता है यह ओपन होता है चीजों पर कार्रवाई करता है और इसे वापस रिटर्न करता है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि क्लाइंट प्रोग्राम टेलनेट है तो सर्वर पर एक टेलनेट सर्वर होता है जिसे चलना चाहिए आमतौर पर हम जो कहते हैं वह टेलनेट डी डेमॉन है तो कुछ प्रोटोकॉल टेलनेट है और एप्लीकेशन भी टेलनेट है जैसे अगर मैं कहता हूं कि प्रोटोकॉल कैपिटल HTTP है तो एप्लिकेशन छोटा http प्रकार का है क्लाइंट और सर्वर HTTP में है टेलनेट में भी क्लाइंट और सर्वर है तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो एक जनरल बायडायरेक्शनल 8 बिट बाइट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन सुविधा प्रदान करता है टेलनेट एक प्रोग्राम है जो TCP पर टेलनेट प्रोटोकॉल का समर्थन करता है तो यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है टेलनेट प्रोटोकॉल पर कई एप्लिकेशन प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं इसलिए मैं टेलनेट पर कुछ प्रकार के पिगबैक के रूप में टेलनेट का निर्माण कर सकता हूं और अंडरलाइनग विभिन्न एप्लीकेशन का निर्माण कर सकता हूं जो कि टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैंक्योंकि इसमें TCP ओरिएंटेड कनेक्शन है यह एक बायडायरेक्शनल कनेक्शन और इसके बाद आगे भी है तो इस TELNET प्रोटोकॉल को एक्सप्लोइट करने वाले कई प्रोटोकॉल को नाम दें तो आरएफसी 854 टीसीपी कनेक्शन लोकप्रिय टेलनेट पोर्ट 23 पोर्ट है लेकिन मैं अन्य पोर्ट में टेलनेट कर सकता हूं जैसे मैंने HTTP में भी देखा है कि वेल नोन पोर्ट 80 पोर्ट है लेकिन मैं इसे अलग अलग पोर्ट में भी कर सकता हूं डेटा और कंट्रोल सेम कनेक्शन पर हैं इसलिए एक और शब्द चलन में आता है जब हम टेलनेट के बारे में बात करते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल एक सामान्य टर्मिनल का इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन टर्मिनल कंट्रोल फंक्शन के कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रदान करता है राइट तो यह जनरल टर्मिनल का एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है जो टर्मिनल कंट्रोल फ़ंक्शन के कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रदान करता है ताकि नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल हो इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि अंडरलाइनग टीसीपी वहाँ है कि एनवीटी वहाँ है उस पर अलग अलग सर्वर प्रोसेसेस हैं तो हमारे पास जो टीसीपी है एनवीटी सर्वर प्रोसेसेस हैं और यह सर्वर प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है क्लाइंट सर्वर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है राइट इसलिए यह टेलनेट है अगर मैं इसे देखूं तो यह टेलनेट क्लाइंट है जो टेलनेट सर्वर को देख रहा है और बदले में इन दोनों का एनवीटी या नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है इसलिए जैसा कि हमने जेनेरिक टर्मिनल के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को देखा है यह दर्शाता है कि अंत में आप दूसरे एंड पर एक टर्मिनल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यहां से आप एक और टर्मिनल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं उस विशेष अन्य मशीन पर काम करें यह टाइमर और कंट्रोल फंक्शन के साथ संचार के लिए मानक भाषा प्रदान करता है अन्यथा एस्केप कैरक्टर्स और चीज़ के प्रकार के साथ बहुत सारी समस्याएं होंगी तो यह चीजें प्रदान करता है टीसीपी के तहत यह कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शनैलिटी है और अगर आप TELNET सर्वर को देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो एक यूज़र एप्लीकेशन है राइट दूसरा वहाँ अलग सर्वर कंट्रोल या कंट्रोल इंटरफ़ेस है यहां एक्सेस और मल्टी यूजर इंटरफ़ेस है राइट वहाँ कई मल्टी यूजर इंटरफेस या टेलनेट को संभालने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए क्लाइंट जब इसे जोड़ता है तो यह सर्वर से जुड़ा होता है और सर्वर बैकग्राउंड पर उन लोगों का ख्याल रखता है इसलिए कई नेगोशिएटिड ऑप्शंस हैं जो सभी NVT क्षमताओं के मिनिमम सेट के साथ समर्थन करते हैं तो जो भी सिस्टम और चीजों का प्रकार है उसे क्षमता के मिनिमम सेट का समर्थन करना चाहिए कुछ टर्मिनलों में मिनिमम सेट की तुलना में अधिक क्षमता होती है जो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है लेकिन उनके पास मिनिमम सेट होना चाहिए ऑप्शंस का सेट टेलनेट प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है ये ऑप्शन इन चीजों का हिस्सा नहीं हैं ताकि टेलनेट प्रोटोकॉल को बदले बिना नए टर्मिनल फीचर्स को शामिल किया जा सके TELNET प्रोटोकॉल इस कम्युनिकेशन को नेट पर अधिक समय तक बनाए रखने की कोशिश करता है तो अगर आप ऑप्शन बढ़ा रहे हैं या ऑप्शन बदल रहे हैं जो बिना टेलनेट प्रोटोकॉल को प्रभावित किए हुए है इसलिए इसने इसे अलग कर दिया और बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी दी दो एंड प्वाइंट म्युचुअली रूप से स्वीकार्य ऑप्शन के एक सेट पर बातचीत करते हैं इसलिए लाइन मोड और वर्सेज कैरेक्टर मोड इको मोड कि जो कुछ भी है वह वहां इकोइंग हो रही है एक कैरेक्टर सेट EBCDIC से ASCII और चीज का प्रकार है तो उन्हें एंड प्वाइंट की आवश्यकता है एक स्वीकार्य ऑप्शन पर म्युचुअली रूप से बातचीत करने की आवश्यकता हैअन्यथा आप जो भी कुंजीकरण कर रहे हैं उसे दूसरे एंड पर ट्रांसमिट और एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए जो एक गंभीर समस्या होगी कई कंट्रोल फंक्शंस हैं TELNET में आमतौर पर सर्वरों द्वारा समर्थित कंट्रोल फंक्शन की एक सीरीज के लिए समर्थन शामिल है राइट यह कंट्रोल फ़ंक्शन के कम्युनिकेशन के लिए एक यूनिफॉर्म मेकैनिज्म प्रदान करता है तो कंट्रोल फंक्शंस का एक सेट है जो सर्वर द्वारा समर्थित है और यह कंट्रोल फ़ंक्शन इस ओवरऑल कम्युनिकेशन चीज़ को होने देता है राइट इसलिए कुछ कंट्रोल फंक्शन यहां हैं जैसे कि एक है इंटरप्ट प्रोसेस IP सस्पेंड अबॉर्ट प्रोसेस या अबॉर्ट आउटपुट यूजर टर्मिनल में कोई और अधिक आउटपुट नहीं भेजता है क्या आप यह देखने के लिए जीवित हैं कि सिस्टम अभी भी चल रहा है या नहीं इरेज़ कैरेक्टर या EC डिलीट किया गया लास्ट कैरेक्टर भेजा गया है राइट इसलिए इरेज़ कैरेक्टर कंट्रोल फंक्शन है क्योंकि लास्ट कैरेक्टर को डिलीट करने की आवश्यकता हो सकती है जो हो सकता है क्योंकि यह अतिरिक्त कैरेक्टर हो सकता है जो आ रहा है इरेज़ लाइन वर्तमान लाइन के सभी इनपुट हटाता है तो ये चीजें हैं जो अलग अलग कंट्रोल फंक्शन हैं TELNET के कंट्रोल फंक्शन के कुछ सैंपल सेट का एक सेट है सभी टेलनेट कमांड और डेटा एक ही टीसीपी कनेक्शन के माध्यम से प्रवाहित होते हैं एफ़टीपी के विपरीत कोई अलग डेटा और कंट्रोल कनेक्शन नहीं होता है पोर्ट 20 21 एफटीपी के लिए उपयोग होता है जिसमें एक डेटा कनेक्शन है जो एक प्रकार का कंट्रोल है वह टीसीपी कनेक्शन के समान होता हैं कमांड एक स्पेशल कैरेक्टर से शुरू होते हैं जिसे कमांड एस्केप कैरेक्टर या IAC कोड कहा जाता है तो IAC कोड आमतौर पर 255 होता है और यदि 255 को डेटा के रूप में भेजा जाता है तो उसके बाद 255 और जाना चाहिए तो यदि डेटा स्वयं एक 255 है तो इसे अन्य 255 द्वारा पालन किया जाना चाहिए यदि IAC पाया जाता है तो अगली बाइट एक सिंगल बाइट को एप्लीकेशन और टर्मिनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है अगर IAC को किसी अन्य कोड द्वारा फॉलोड किया जाता है तो TELNET लेयर इसे एक कमांड के रूप में इंटरप्रेट करता है TELNET एक कमांड के रूप में इंटरप्रेट करता है और उस कमांड के लिए प्रोटोकॉल या उस कमांड के नियमों के अनुसार इसे एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ प्ले करने के लिए टेलनेट प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं या टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ काम कर सकते हैं टेलनेट एक सामान्य टीसीपी आईपी TCPIP क्लाइंट है तो यह एक सामान्य टीसीपी सॉरी टीसीपी क्लाइंट है टीसीपी सॉकेट पर आप जो भी टाइप करते हैं वह टीसीपी सॉकेट में वापस आ जाता है इसलिए यह टेस्टिंग टीसीपी सर्वर के लिए उपयोगी एक बहुत ही सरल और वैनिला प्रकार है ASCII आधारित प्रोटोकॉल है तो अलग अलग टीसीपी सर्वर हैं जिनका उपयोग आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं मैं भी कह सकता हूं मेल सर्वर की टेस्टिंग कर सकता हूं इसलिए SMTP जैसा मेल आमतौर पर पोर्ट 25 में होता है इसलिए अगर मैं टेलनेट कुछ मेल सर्वर पोर्ट 25 कहता हूं तो यह जवाब देगा राइट तो यह एक हैI की एक मोड है जिसे हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यह एक कैरियर प्रोटोकॉल का एक मोड है जो चीजों को ले जाती है और कमांड को प्राप्त करती है संदर्भ समय 2149 यदि उस विशेष चीज को उस विशेष दूसरे एंड सर्वर द्वारा अनुमति दी जाती है इसलिए कई यूनिक्स सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से चलने वाले ये सर्वर हैं जैसे एक इको सर्वर है जो पोर्ट 7 में चलता है एक डिस्कार्ड सर्वर है जो पोर्ट 9 में है डेटाइम सर्वर जोकि डे टाइम को पोर्ट 13 में रिस्पॉन्ड करता है चारजन सर्वर पोर्ट 19 पर है इसलिए ये अलग अलग सर्वर हैं जो डिफॉल्ट रूप से चलने वाले विभिन्न लिनक्स सिस्टम हैं अगर हम एक पोर्ट 7 करते हैं जो कि इको सर्वर है और कुछ देता है तो यह वापस जवाब देता है जैसे मैं कहता हूं विशेष रूप से यह सब काल्पनिक बात है उदाहरण के मामले में हम ऐसा कहते हैं टेलनेट एसकेजी सीएसई डॉट ईडीयू कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई सर्वर नहीं है तो यह आईपी की कोशिश करता है और फिर एक बार यह कनेक्टेड है तो यह उस पर्टिकुलर एस्केप कैरक्टर देता है और आप जो भी देते हैं वह आपको रिटर्न देता है और फिर एक बार जब आप क्विट करते हैं तो यह कनेक्शन क्लोज कर देता है इसलिए इको सर्वर यह देखने के लिए बहुत उपयोगी है कि क्या विशेष टेलनेट सर्वर दूसरे एंड पर चल रहा है या नहीं और क्या यह ठीक से जवाब दे रहा है तो पूरे सिस्टम पर क्रॉस चेक का पहला लेवल है इसलिए यदि हम इस विशेष टेलनेट सिनेरियो को देखते हैं तो यह मूल रूप से है जो हम कहते हैं कि मेरे पास एक टेलनेट क्लाइंट एक ओर एक एंड हो सकता है और टेलनेट सर्वर एक ही सिस्टम या एक अलग सिस्टम में हो सकता है इसलिए हम जो करते हैं वह किसी विशेष सर्वर को टेलनेट करना है और फिर मैं कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूं मैं सीधे यहाँ वगैरह का उपयोग कर सकता हूँ मैं किसी विशेष सर्वर के लिए किसी अन्य सर्वर पर टेलनेट कर सकता हूं और चीजों को एक्सेस कर सकता हूं बशर्ते आपके पास उस विशेष सर्वर तक पहुंच हो तो इसका मतलब है कियदि क्लाइंट टेलनेट सर्वर की आवश्यकता ही नहीं है तो उसके लिए ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता है या जो हम कहते हैं कि यूजर को दूसरे एंड से ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए इसलिए जब हम एक टेलनेट के लिए जाते हैं तो आमतौर पर इसका जवाब एक लॉगिन पासवर्ड द्वारा देता है इसलिए यदि आपके पास सिस्टम में लॉगिन पासवर्ड है तो आपने सिस्टम में लॉग इन किया है और फिर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ब्राउज़ कर सकते हैं आप किसी भी प्रोग्राम और प्रकार की चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो यह सिस्टम के भीतर हो सकता है मैं एक टेलनेट को सिस्टम में कर सकता हूं या मैं टेलनेट को दूसरे सिस्टम में कर सकता हूं मैं नेटवर्क पर किसी भी सिस्टम के लिए telnet कर सकता हूं और एक बार जब आप वहां होते हैं तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है कनेक्शन उसी के साथ रहता है इसलिए लंबे समय तक एग्जीक्यूट होता है या कुछ एरर होती है वगैरह वगैरह और दूसरे एंड पर जो भी अनुमति दी जाती है वह क्लाइंट की पहुंच है या क्लाइंट या यूज़र की पहुंच है राइट इसलिए यदि आपको अलग अलग डायरेक्टरी आदि के लिए एक्सेस दिया जाता है तो आप उस तक पहुँच सकते हैं और आगे ताकि आप ऐसा कर सकें यह ऐसा है जैसे आप किसी रिमोट लोकेशन से उस लॉगिन में यूजर के रूप में जाते हैंताकि आप ऐसा कर सकें ठीक है इसलिए इसके साथ हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करें आज हमने जो चीज देखी है वह दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो इस www को होने के लिए बना रही हैराइट तो यह HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और दूसरा HTML है जो मार्कअप लैंग्वेज है हम इनमें से कुछ चीजों को देखेंगे लेकिन HTML सबसे लोकप्रिय चीज है और ब्राउज़र समझते हैं कि HTML को इंटरप्रेट कैसे करें तो ब्राउज़र में किसी तरह का HTML इंटरप्रेटर या पार्सर होता है जो HTML टैग को पार्स करता है और उन चीजों के अनुसार डिस्प्ले करता है जिन्हें दिया गया है राइट इसलिए यह होल इंफॉर्मेशन गेटवे या इस अंडरलाइनग नेटवर्क पर इस सभी एक्सचेंज को संभव बनाता है इसलिए यह एक बात है एक और चीज जो हमने देखी है वह एक प्रोटोकॉल है जो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो हमें चीजों से दूर से कनेक्ट करने की अनुमति देता है राइट एक यह है कि किसी अन्य चीज़ पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट और डिस्प्ले करना अन्य सर्वर से दूर से जुड़ा है एक अन्य मशीन जो या तो आपके स्वयं के नेटवर्क या स्वयं के सिस्टम में है यदि मैं सर्वर चला रहा हूं तो मैं उसी सर्वर या किसी भी सर्वर से टेलनेट कर सकता हूं यह मुझे किसी अन्य सिस्टम पर काम करने और चीज़ को तरीके से एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है तो यह और जैसा कि आपने देखा है कि यह एक बहुत ही सरल प्रकार है या बहुत ही वैनिला प्रकार का प्रोटोकॉल है और यह इस पर बहुत सारी चीजों को पिग्गीबैक करने की अनुमति देता है इसलिए टेलनेट विभिन्न चीजों पर एग्जीक्यूट करने के लिए एक कैरियर बन जाता है क्योंकि यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एस्टेब्लिश करता है और कोई अन्य एप्लिकेशन जो टेलनेट पर पिग्गीबैक करना चाहता है इसे करना पॉसिबल है राइट और एक अन्य प्रकार की बात जिस पर हमारी बाद की बात में एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल पर चर्चा की जाएगी वह इस मेल प्रकार की चीज़ या एसएमटीपी प्रकार के सर्वर के लिए है और दूसरा किसी प्रकार का सर्वर या SNMP प्रकार का सर्वर है तो इसके साथ ही आज का समापन करते हैं धन्यवाद